डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टमस है जो हम उपयोग करने जा रहे हैं तो यह सब हमने पिछले मॉड्यूल में किया था और वर्तमान में हमारा उद्देश्य रिलेशनल मॉडल रूपरेखा है जिसका हम अनुसरण करेंगे इसलिए हम फिर से इस पुराने उदाहरण को दोहराते हैं यह प्रशिक्षकों का एक उदाहरण है एक विश्वविद्यालय में प्रशिक्षकों की एक तालिका दी गई है जिसमें विशेषताएँ या कॉलम हैं तो यह एक 4 टपल है जो हमारे पास है और इस तरह के एक टेबल को एक रिलेशन कहते हैं अभी इसलिए आइए हम विशेषताओं को अधिक विशेष रूप से देखें इसलिए विशेषताएँ प्रत्येक कॉलम संभावित मूल्यों का एक समूह है जो विशेषता की हो सकती है तो अगर तुम सिर्फ उदाहरण के लिए देखो इसलिए मैं अलग अलग छात्रों वाली तालिका को परिभाषित करने की कोशिश कर रहा हूं तो वहाँ एक छात्र के लिए रोल नंबर है एक पहला नाम अंतिम नाम जन्म तिथि DOB पासपोर्ट नंबर आधार कार्ड नंबर जिस विभाग का छात्र है इत्यादि तो हम कहते हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 7 अलग अलग विशेषताएं हैं अब यदि हम हर विशेषता को देखते हैं तो हर विशेषता के संभावित मूल्यों का एक समूह है उसमें से कुछ मूल्य को एक विशेष पंक्ति में दर्ज किया गया है उदाहरण के लिए रोल नंबर एक अल्फ़ान्यूमेरिक स्ट्रिंग मूल्यों के लिए पात्र हैं यहां और अधिक प्रतिबंध हो सकते हैं लेकिन डोमेन एक विशेषता के अनुरूप सेट है जो परिभाषित करता है उन सभी संभावित मूल्यों को जोकि विशेषता के हो सकते हैं ठीक है अब इन विशेषता मूल्यों को यदि आप देखते हैं तो वे प्रकृति में परमाणु हैं यानी आप उन्हें छोटे भागों में विभाजित नहीं कर सकते तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हम तारीख के बारे में बात कर रहे हैं जन्म तारीख जन्म की पूरी तारीख एक प्रकार का परमाणु मूल्य है उदाहरण के लिए यदि आपको सी है समग्र संरचना वास्तव में मेरी तारीख है यदि आप C में काम कर रहे हैं तो आप तिथि नाम से एक क्लास की तरह के मूल्य हैं इत्यादि अब कुछ विशेषताओं का एक विशेष मूल्य हो सकता है जिसे नल है यह कह रहा है कि इस विशेष छात्र के लिए पासपोर्ट संख्या यानी कि पंक्ति संख्या 2 ज्ञात नहीं है अज्ञात है अब सभी फील्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है और यह वास्तव में क्या करता है यह वास्तव में कई कार्यों को परिभाषित करने के संदर्भ में मुद्दों और जटिलताओं को बनाता है तो नल को एक विशेषता के एक मूल्य के रूप में समझना डिजाइन संदर्भ में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है अब स्कीमा हैं जिनके नाम A1 से An हैं तो फिर यह A1 से An विशेषता हैं तो ये अलग विशेषताएँ हैं तो अगर मेरे पास यह है तो इसका मतलब मूल रूप से है कि मेरे पास एक तालिका है जहां ये कॉलम A1A2An जैसे हैं तो फिर एक रिलेशनल R तो R एक स्कीमा है

तो एक विशेष रिलेशन R D1 × D2 × Dl का उप समूह है इसलिए रिलेशन का उप समूह है यह विशेष रिकॉर्ड का दृष्टान्त है और यह धारणा है कि इसका उपयोग करना हम जारी रखेंगे इसलिए कृपया इसे ध्यान से समझने का प्रयास करें अब जब भी हमारे पास कोई दृष्टान्त होता है तो हम उस तालिका के रूप में चिह्नित करते हैं इसलिए अब आप इसे अच्छी तरह से समझ गए हैं तो ये मेरी विशेषताएँ हैं तो यह A1 है यह A2 है यह A3 है यह A4 है और हर नाम अलग अलग मूल्यों पर 2 3 1 4 98345 किम है या कुछ और अब स्वाभाविक रूप से यह इस दृष्टान्त से दिखाई नहीं देता है क्योंकि हम एक दृष्टान्त देख रहे हैं हम यह नहीं देख पा रहे हैं कि वह डोमेन R एक समूह है यह एक समूह है जो कि एक उप समूह है इस समूह का इसलिए हम जानते हैं कि एक समूह में तत्वों का कोई क्रम नहीं होता है वे अव्यवस्थित होते हैं तो एक रिलेशन परिवर्तित नहीं होता बस सिर्फ यह है कि वे इन पंक्तियों के समूह का एक संग्रह हैं इसलिए वह व्यवस्था की कमी एक महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे हमें याद रखना होगा महत्वपूर्ण है अगली अवधारणा कुंजी है इसलिए जैसा कि हमने देखा कि R एक रिलेशनल स्कीमा है जो कि A1 A2 An की विशेषताओं का एक संग्रह है अब K मान लो K R का एक उप समूह है इसलिए यह एक या एक से अधिक गुण है इसे एक गैर रिक्त उप समूह होना चाहिए अब हम कहते हैं कि K R की एक सुपर कुंजी है यदि हम इसके अलग अलग tuples में K की विशेषताओं के मूल्यों पर विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि दो अलग अलग tuples नहीं हो सकते हैं जोकि इन विशेषताओं पर मेल खाते हैं जिसका अर्थ है कि K की विशेषताओं के मूल्य विशिष्ट रूप से रिलेशन की प्रत्येक पंक्ति की पहचान करते हैं फिर हम कहेंगे कि K R की एक सुपर कुंजी है इसलिए प्रशिक्षक तालिका जिसे हमने देखा था वहां पर ID भी एक सुपर कुंजी है तो K एक सिंगलटन और नाम दोनों प्रशिक्षक की सुपर कुंजी है के तौर पर भी सोचा जा सकता है अब हम कहते हैं कि सुपर कुंजी K एक उम्मीदवार कुंजी है यदि K न्यूनतम है तो विचार यह है कि यह एक कुंजी है सुपर कुंजी है लेकिन निश्चित रूप से यह इस का एक उप समूह है यह इससे छोटा है तो हम कहेंगे कि यह एक उम्मीदवार कुंजी है लेकिन यह एक उम्मीदवार कुंजी नहीं है क्योंकि यह न्यूनतम शर्तों को संतुष्ट नहीं करता है एक रिलेशन कुंजी के रूप में जाना जाता है अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं यह फिर से वही छात्र डेटाबेस का वही समूह लेकिन मैंने कुछ और पंक्तियों को जोड़ा है अब अगर हम देखें एक सुपर कुंजी क्या हो सकती है कई उम्मीदवार हैं लेकिन मैंने कुछ ही लिखें हैं रोल नंबर निश्चित रूप से एक कुंजी है क्योंकि मैं यह मान रहा हूं कि विश्वविद्यालय हर छात्र की विशिष्ट पहचान के लिए रोल नंबर प्रदान करता है इसलिए इस तालिका में दो पंक्तियाँ ऐसी नहीं हो सकती हैं जो रोल नंबर के मूल्य से मेल खाती हो और अन्य फील्ड के मूल्यों में मेल नहीं खाती हो तो रोल नंबर विशिष्ट रूप पहचान कर सकता है यह तब विशेषताओं का कोई भी सुपर समूह हो सकता है जहां नित्य संख्या भी एक सुपर कुंजी होगी तो रोल नंबर और जन्म तिथि एक साथ एक सुपर कुंजी है जो हर पंक्ति की अद्वितीय पहचान करने के लिए भी हो सकती है उम्मीदवार कुंजी क्या हैं अब ज़ाहिर है कि कई अन्य सुपर कुंजियां हो सकती हैं जिन्हें ध्यान में रखना है रोल नंबर एक उम्मीदवार कुंजी है पहला नाम और अंतिम नाम एक साथ हम कह सकते हैं कि यह भी एक उम्मीदवार कुंजी है इसलिए हम कह रहे हैं कि केवल पहला नाम ही नहीं है लेकिन अगर हम इस जोड़ी को लेते हैं तो आपको याद होगा कुंजी सुपर कुंजी बनाने वाली विशेषताओं का समूह एक समूह है यह एक व्यक्तिगत फील्ड अलग हो तो जिसका अर्थ है कि कोई भी ऐसे दो छात्र जिनका प्रथम नाम और अंतिम नाम एक जैसा हो को विश्वविद्यालय में नामांकित नहीं किया जा सकता है यह एक प्रतिबंधक धारणा है ठीक है लेकिन मैं इस धारणा को अलग अलग वर्णन करने के लिए संभावनाओं को बना रहा हूं फिर एक और संभावना पासपोर्ट संख्या क्या है हर किसी की एक अद्वितीय पासपोर्ट संख्या होती है तो पासपोर्ट नंबर भी एक कुंजी हो सकती है आधार संख्या भी एक उम्मीदवार कुंजी हो सकती है हर किसी के पास एक विशिष्ट आधार संख्या है तो यह भी एक कुंजी हो सकती है इत्यादि तो इन्हें उम्मीदवार कुंजी कहा जाता है अब निश्चित रूप से हम देख सकते हैं कि दिया गया डेटा स्पष्ट है और यह भी उल्लेख किया गया था जब स्कीमा है तो संभव है कि कई छात्रों के पास पासपोर्ट न हो इसलिए जैसा कि हम यहां देख सकते हैं कि इस छात्र जतिन चोपड़ा के पास पासपोर्ट नहीं है इसी तरह दीप्ति दत्ता के पास भी पासपोर्ट नहीं है तो निश्चित रूप से अगर यह कुंजी होना चाहिए थे तब सभी रिकॉर्ड नहीं हो सकती है कोई भी कुंजी विशेषता या कुंजी विशेषता का भागीदार कोई नल होना होगा जिसकी अनुमति नहीं है अब हम आगे बढ़ते हैं तो इनमें से एक उम्मीदवार कुंजी को प्राथमिक कुंजी बनाया जाना चाहिए मान लीजिए कि हम रोल नंबर को प्राथमिक कुंजी बनाते हैं और चूंकि हम हमने रोल नंबर को स्कीमा में प्राथमिक कुंजी बनाया है हमने रोल नंबर विशेषता को रेखांकित किया यह एक सामान्य तरीका है यह दिखाने का कि रोल नंबर एक प्राथमिक कुंजी है तो दूसरों को जिन्हें प्राथमिक कुंजी के रूप में नहीं लिया गया उन्हें द्वितीयक या वैकल्पिक कुंजी कहा जाता है तो पहले नाम अंतिम नाम की जोड़ी एक वैकल्पिक कुंजी हो सकती है आधार संख्या एक वैकल्पिक कुंजी हो सकती है इत्यादि एक कुंजी सरल होनी चाहिए अगर यह एक विशेषता से बनी होती है तो रोल नंबर एक साधारण कुंजी है आधार नंबर एक साधारण कुंजी है अगर इसे प्राथमिक लिया जाना था लेकिन पहला नाम अंतिम नाम की जोड़ी को अगर हम एक प्राथमिक होने के लिए लेते हैं तो इसे साधारण कुंजी को इकट्ठा करना नहीं माना जाएगा क्योंकि इसमें एक से अधिक विशेषता हैं स्वाभाविक रूप से अन्य यदि आपके पास एक साधारण कुंजी है उनके पास दूसरी तरफ एक संयुक्त कुंजी है जिसमें एक से अधिक फील्ड ऐसे हैं कि उन फील्ड में से कोई भी व्यक्तिगत रूप से एक कुंजी के रूप में कार्य नहीं कर सकता है लेकिन साथ में वे एक कुंजी के रूप में कार्य कर सकते हैं इसलिए पहला नाम अपने आप में एक कुंजी नहीं हो सकता है अंतिम नाम खुद एक कुंजी नहीं हो सकता है लेकिन एक साथ वह एक कुंजी के तौर पर काम कर सकते हैं इस धारणा के तहत कि कोई 2 छात्र जिनका पहला नाम और अंतिम नाम समान है उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया हैं तो ये विभिन्न प्रकार की कुंजियां हैं जो हो सकती हैं हम कुंजीयों के साथ कुछ और विचार देखते हैं हम स्कीमा का उपयोग करता हूं जो नामांकन है जो बताता है कि कौन सा छात्र किस पाठ्यक्रम में भाग ले रहा है तो इसमें रोल नंबर एवं कोर्स नंबर है तो विशेष पाठ्यक्रम संख्या में भाग लेने वाले छात्र का रोल नंबर और यहां एक प्रशिक्षक ID भी है जो यह बताता है कि कौन इस पाठ्यक्रम को सिखा रहा है आप देख सकते हैं कि नामांकन रिलेशन में मेरे पास यह जोड़ी रोल नंबर और कोर्स नंबर है जो निश्चित रूप से नामांकन की कुंजी है क्योंकि अगर नामांकन में मेरी दो पंक्तियाँ हैं तो उन्हें कैसे अलग किया जाएगा वे रोल नंबर द्वारा अलग नहीं हो सकते क्योंकि एक विशेष छात्र कई पाठ्यक्रम में भाग ले सकता है तो एक ही रोल नंबर वाले कई रिकॉर्ड होंगे लेकिन अलग अलग कोर्स नंबर के साथ कोर्स नंबर अपने आप में कुंजी नहीं हो सकती है क्योंकि हर पाठ्यक्रम में कई छात्र होंगे तो एक ही कोर्स नंबर वाली कई पंक्तियाँ होंगी लेकिन सभी के अलग अलग रोल नंबर हैं लेकिन अगर हम इसे एक साथ लेते हैं तो रोल नंबर और कोर्स नंबर फिर साथ में यह एक कुंजी बनाता है अब इस तरह की एक कुंजी जिसमें रोल नंबर रोल नंबर दूसरे रिलेशन की कुंजी है कोर्स नंबर एक और रिलेशन की कुंजी है इसलिए जब हम अन्य रिलेशंस स्कीमा की विदेशी कुंजी क्या है क्योंकि इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि विभिन्न स्कीमाओं का परस्पर संबंध कैसा है और हम देखेंगे कि यह सीधे संस्थाओं की धारणा से निकलेगा और एक वर्ष के मॉडल के संबंध एक वर्ष के आरेख से एक कुंजी को यौगिक कहा जाता है यदि इसमें एक इकाई को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए एक से अधिक गुण होते हैं इसलिए प्रत्येक विशेषता जो कुंजी बनाती है वह एक सरल कुंजी है यह आपके स्वयं के अधिकार में है ध्यान रखें कि यह सूक्ष्म है यह बहुत समान लगता है हमने यौगिक कुंजी के बारे में पहले बात की हमने बात की हम यहां यौगिक कुंजी के बारे में बात कर रहे हैं यौगिक कुंजी अंतर की सूक्ष्मता में है प्रत्येक घटक विशेषता अपने आप में एक सरल कुंजी नहीं है लेकिन यौगिक कुंजी में घटक एक ही तालिका से आते हैं घटक अपने आप में सरल कुंजी हैं किसी अन्य तालिका में उन्हें एक यौगिक कुंजी के रूप में एक साथ दी गई तालिका में रखा जाता है तो रोल नंबर कोर्स नंबर नामांकन तालिका में एक यौगिक कुंजी है इसलिए इसके साथ मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस अपेक्षाकृत विस्तृत समय के साथ कुछ समय स्कीमा है

उदाहरण के लिए वर्गों और उनके बीच के रिश्ते संबंध एक रिश्ता है जो विभिन्न वर्गों के छात्रों को पाठ्यक्रमों के साथ संबंधित करता है शिक्षक एक अन्य संबंध है जो वर्गों के साथ प्रशिक्षकों को संबंधित करता है तो यह सीधे आपको दिखा रहा है कैसे इस की कुंजी के रूप में क्या विशेषताएं हैं प्रमुख विशेषताएं क्या हैं प्राथमिक मुख्य विशेषताएँ और साथ ही यह भी कि हमारे पास इसके लिए विदेशी कुंजी क्या हैं उदाहरण के तौर पर इंटेक् का जिक्र करते रहेंगे तो यहां के लिए इतना ही अब हम रिलेशनल भाषा के बारे में बात करते हैं अब हमें इस महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना होगा जिसे हमें समझने की जरूरत है वह है रिलेशनल की गणना कर सकते हैं

तो आप बताते हैं कि गणना कैसे होगी और प्रोग्रामर को यह जानना चाहिए इसके विपरीत एल्गोरिथ्म को अलग करता है तो आप सभी ने अब तक C Cजावा का अनुसरण करते हुए हम घोषित रूप से वर्गमूल को प्राप्त करेंगे आप बस इतना ही कह सकते हैं इसका परिणाम क्या है मैं एम का परिणाम इस तरह चाहता हूं कि एम 2 एन तो आप फिर से वही महसूस कर रहे हैं आप उसी आउटपुट में सही अवश्य होना चाहिए आप कह रहे हैं कि विधेय m वर्ग n होना चाहिए इसलिए जो कुछ भी m है उसका वर्ग n के बराबर होना चाहिए तो इस शैली को घोषणात्मक के रूप में जाना जाता है जबकि पहले की शैली को प्रक्रियात्मक के रूप में जाना जाता है सभी क्वेरी में चर्चा करेंगे इसलिए संक्षेप में हमने विशेषताओं और उनके प्रकारों की धारणा को पेश किया है हमने रिलेशनल मॉडल के विभिन्न कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे